इसलिए जहां तक कॉम्बिनेशन लॉजिक के डिजाइन का संबंध है हम कुछ निश्चित डिजाइन तकनीकों की मदद लेते हैं तो हम एक छोटा सा उदाहरण लेंगे और इसे विस्तार से बताएंगे और इस तरह आप किसी अन्य सर्किट को भी डिजाइन कर सकते हैं तो हम जो उदाहरण लेते हैं उसे तीन इनपुट मेजोरिटी गेट कहा जाता है विचार यह है कि हमें ब्लॉक को डिज़ाइन करना होगा जहां तीन इनपुट हैं जिसे ए बी और सी कहते हैं और एक आउटपुट है अब यह ब्लॉक वैल्यू 1 का उत्पादन करेंगे जब इसका अधिकांश इनपुट 1 के बराबर हो अन्यथा यह एक 0 आउटपुट देगा कोई भी कॉम्बिनेशन डिज़ाइन डिज़ाइन की ट्रुथ टेबल के साथ शुरू होता है हमें ये तीन इनपुट ए बी और सी और आउटपुट में एफ मिले हैं यदि आप हर संभव इनपुट संयोजन लेते हैं तो आउटपुट तालिका में दिखाया गया है A B C F 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 अब एक बार जब हम इस विशेष टेबल या ट्रुथ टेबल को तैयार कर लेते हैं अगले महत्वपूर्ण कार्य के लिए तो हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिसे करएनफ मैप कहा जाता है इसलिए हमें उस लॉजिकल एक्सप्रेशन पर पहुंचना होगा जो इस विशेष ब्लॉक के लिए उपयोग की जा सकती है तो यह करएनफ मैप के माध्यम से किया जाता है तो एक तीन वेरिएबल करएनफ मैप के लिए यह कुछ इस तरह दिखाई देगा एक तरफ तो हम वेरिएबल ए बी दूसरी तरफ हम वेरिएबल सी डालते हैं और ये 0 0 0 1 1 1 और 1 0 के संयोजन हैं इसलिए यह 0 और यह 1 है अब जहां कभी 0 0 0 के लिए है यह आउटपुट 0 है 0 0 1 के लिए यह फिर से 0 है फिर 0 1 0 के लिए भी यह 0 है 0 1 1 के लिए 1 है तो 1 0 0 के लिए 0 है 1 0 1 के लिए 1 है 1 1 0 के लिए 1 है और 1 1 1 के लिए 1 है तो यह करएनफ मैप है अब हमारे डिजिटल लॉजिक क्लासेस से इस करएनफ मैप को खींचने के बाद आप इस एक के समूह का पता लगा सकते हैं और हम जितना संभव हो उतना बड़ा समूह बनाने का प्रयास करेंगे तो इस विशेष मामले में हम इस तरह के समूह बना सकते हैं इसलिए यह एक समूह है तो यह दूसरा समूह है और यह एक और समूह है संदर्भ स्लाइड समय 0034 इसलिए यदि हम ऐसा करते हैं तो यह मुझे एक्सप्रेशन देगा तो जब आप इस समूह को कहते हैं तो यह A B है तो यदि आप इस समूह को कह रहे हैं तो यह है बिट A है A C नहीं बदल रहा है और यदि हम यह समूह कह रहे हैं तो यह B C है इसलिए एबी प्लस एसी प्लस बी सी है तो एक्सप्रेशन को देखकर आप तुरंत पता लगा सकते हैं कि यह सही है क्योंकि हमारा उद्देश्य इनपुट 1 के बहुमत को ढूंढना है तब केवल आउटपुट 1 होगा और यहां से प्रत्येक ए और बी दोनों 1 हैं तो स्वाभाविक रूप से बहुमत आउटपुट है और ए और सी दोनों 1 हैं और यहां बी और सी दोनों 1 हैं इसलिए यह बहुमत फ़ंक्शन ठीक से प्रतिनिधित्व किया गया है अब आप इसी डिजिटल लॉजिक सर्किट कॉम्बिनेशन सर्किट को ड्रा कर सकते हैं यदि यह ये AND गेट्स हैं तो इस गुणनफल को साकार करने के लिए ए बी ए सी और बी सी आता है ताकि आप इसे इस तरह ले सकें तो ABAC और BC और उन्हें योग करने के लिए एक OR है इसलिए यह OR गेट है जहां मैं फ़ंक्शन F को बनाने के लिए उन सभी को जोड़ रहा हूं इसलिए किसी भी कॉम्बिनेशन डिजाइन के लिए इस तरह से इस ट्रुथ टेबल और करएनफ मैप की मदद लें कर लीजिकल एक्सप्रेशन पर पहुंचेंगे लेकिन अगर संख्या की आकार चार से अधिक है तो कागज के एक टुकड़े पर करएनफ मैप खींचना मुश्किल है तो यह एक समस्या बन जाती है ऐसे अन्य तरीके हैं जिनके द्वारा आप इन सभी प्रकार के न्यूनीकरण या अनुकूलन कर सकते हैं ताकि आप डिजिटल लॉजिक क्लसेस में पता लगा सकें इसलिए अगली बात जो हम देखेंगे वह सेक्वेंसीअल भाग सेक्वेंसीअल भाग से पहले एक और बहुत ही सामान्य सर्किट है जो माइक्रोप्रोसेसरों और माइक्रोकंट्रोलरों में उपयोग किया जाता है जो कि एडेर सर्किट है तो हम इस एडेर सर्किट को ध्यान से देखेंगे क्योंकि इसका उपयोग किसी भी प्रोसेसर में लगातार किया जाता है तो फिर एडेर क्या करता है यह बिट्स जोड़ देगा इस एडेर को आप दो वर्गों में वर्गीकृत कर सकते हैं एक को हाफ एडेर और दूसरे को फुल एडेर कहा जाता है हाफ एडेर के पास दो इनपुट ए और बी हैं और यह दो आउटपुट उत्पन्न करता है एक सम है दूसरा कैरी है यह एक कॉम्बिनेशनल सर्किट है इसलिए मैं इसे एक ट्रुथ टेबल के रूप में प्रस्तुत कर सकता हूं अब संयोजन के रूप में 0 0 0 1 1 0 और 1 1 है तो इस सम तो इस मामले में दोनों 0 हैं यहाँ सम 1 है यहाँ कैरी 0 है यहाँ भी सम 1 है कैरी 0 है इस मामले में सम 1 है और कैरी भी 1 है क्षमा करें यह सम 0 होना चाहिए क्योंकि अगर मैं 2 बिट्स 1 और 1 जोड़ रहा हूं जब मैं उन्हें जोड़ रहा हूं तो मुझे परिणाम 0 के रूप में मिलेगा और एक कैरी उत्तपन होगा इसलिए यह कैरी है और यह सम 0 होना चाहिए स्लाइड समय देखें 0548 तो आप देखते हैं कि यदि आप इस सम भाग को करएनफ मैप के रूप में दर्शाते हैं 0 1 और 1 0 के लिए आउटपुट 1 है इसलिए ये दोनों 1 हैं और ये दोनों 0 हैं इसलिए आप इस 1 को किसी भी तरह से समूहीकृत नहीं कर सकते हैं इसलिए आपको AB बार या A बार B के रूप में एक्सप्रेशन मिलताहै तो यह कुछ और नहीं पर A XOR B है तो प्रतीक ⊕ का उपयोग हम XOR के लिए करते हैं कैरी भाग के लिए आप देख सकते हैं कि यह मूल रूप से AND है इसलिए यह सम है और कैरी भाग कुछ भी नहीं है लेकिन AB है कैरी भाग A B है तो मैं 1 एक्सओआर गेट के साथ इस हाफ एडर को बना सकता हूं जहां यह ए और बी इनपुट यहां आ रहे हैं एक गेट है जहां यह ए और बी इनपुटInpu दिया जाएगा तो यह सम आउटपुट है और यह कैरी आउटपुट है तो हमने इसे हाफ एडर ब्लॉक के रूप में प्राप्त किया है अब इस हाफ एडर के पास केवल 2 बिट्स हैं यदि आप 3 बिट्स जोड़ना चाहते हैं तो हमें फुल एडर नामक कुछ मिलता है तो फुल एडर में ए बी जैसे इनपुट होते हैं एक तीसरा इनपुट होता है जिसे हम पारंपरिक रूप से कैरी कहते हैं यह दर्शाने के लिए कि एडेर के पिछले चरण से यह कैरी इनपुट है और सम हमें सम आउटपुट मिला है और इस चरण के लिए हमें कैरी मिला है जिसे हमने कैरी आउट कहा है जो वर्तमान चरण का कैरी है इसलिए यह फुल एडर है अब यदि आप ट्रुथ टेबल के रूप में प्रतिनिधित्व करते हैं तो यह इस A B की तरह होगा और कैरी इन और यहाँ आपको यह सम मिली है और कैरी आउट अब यदि यह है 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 इसलिए ये हमारे द्वारा दिए गए संयोजन हैं इसलिए अब यहाँ के लिए सम आउटपुट 0 होगा कैरी भी 0 होगा यहाँ सम 1 होगा यहाँ कैरी 0 होगा यहाँ भी सम 1 होगा कैरी 0 होगा यहाँ सम 0 है लेकिन कैरी 1 है क्योंकि जब आप इस AB और C को जोड़ते हैं तो यह 1 प्लस 1 0 होगा और कैरी उत्तपन होगा इसलिए कैरी आउटपुट 1 होगा यहाँ फिर सम 1 है यहाँ फिर से सम 1 है और कैरी 0 है अब यहाँ फिर से आपको 0 के रूप में सम मिला है और यहाँ कैरी 1 के रूप में फिर से मिला है और आपको सम 1 के रूप में प्राप्त हुआ है और यहाँ 1 के रूप में कैरी है और यहाँ आपको सम 1 के रूप में मिला है और 1 के रूप में कैरी मिला गया है इसलिए हमें ट्रुथ टेबल और फंक्शन मिल गई है आप इस फ़ंक्शन को डिज़ाइन कर सकते हैं और संबंधित इंटरनल सर्किट प्राप्त कर सकते हैं समान संचालन करने का दूसरा तरीका हाफ ऐडर के उपयोग के माध्यम से है जैसे हमें एक हाफ ऐडर मिला है जो संख्याओं ए और बी को जोड़ता है और यह कैरी और सम आउटपुट उत्पन्न करता है अब यह सम आउटपुट इसे हाफ ऐडर के अगले चरण में रखा जा सकता है इसलिए यह सम यहाँ आता है और कैरी इनपुट जो हमारे यहाँ C इन में है C को यहां रखा जा सकता है और यह मुझे अंतिम सम देता है इसलिए यह अंतिम सम है और यह कैरी आपको दिखाई देता है कि मैं ओर या नोर गेट ले सकता हूं और मैं इस तरह से उत्पन्न कैरी ले सकता हूं तो यह अंतिम कैरी है तो ठीक है इस तरह से मैं अंतिम कैरी उत्तपन कर सकता हूं ऐसा करने के द्वारा एक हाफ ऐडर का उपयोग करके हम इस चीज को प्राप्त कर सकते हैं अब इस तरह मैं कैरी के साथ दो 1 बिट नंबर भी जोड़ सकता हूं अगर आप उन नंबरों को जोड़ना चाहते हैं जिनमें बिट्स की संख्या अधिक है मान लीजिए कि मैं दो 4 बिट संख्या ए और बी ऐसे चाहता हूं A A3 A2 A1 A0 और संख्या B B3 B2 B1 B0 और मैं उन्हें जोड़ना चाहता हूं अब इस जोड़ को कैसे करना है आप इस काम को करने के लिए फुल ऐडर का उपयोग कर सकते हैं फुल ऐडर के पहले चरण की जिम्मेदारी A0 और B0 जोड़ना है यह एक सम उत्पन्न करेगा जिसे हमने S0 का 0 बिट कहा है फुल ऐडर के अगले चरण में बिट्स A1 और B1 को जोड़ सकते हैं और तदनुसार बिट S1का उत्पादन करेंगे अगला चरण A2 और B2 को जोड़ सकता है और S2 के रूप में आउटपुट का उत्पादन कर सकता है और अंत में मैं इस ए 3 और बी 3 को वहां जाते और आउटपुट एस 3 का उत्पादन करते हुए पा सकता हूँ और कुछ कैरी हिस्सा का है तो इसके लिए कैरी इन को 0 के बराबर बनाया जाता है इसलिए यह कैरी इन है यह ग्राउंडेड है क्योंकि इसका कोई मूल्य नहीं है इसलिए कैरी इनपुट यहां नहीं है अब इस कैरी आउटपुट को अगले चरण के कैरी इनपुट में फीड किया जा सकता है इसी तरह इस कैरी आउटपुट को अगले चरण के कैरी इनपुट में फीड किया जा सकता है इसे अगले चरण के कैरी इनपुट के रूप में फीड किया जा सकता है और अंत में अंतिम चरण से आप पूरे 4 बिट जोड़ के लिए कैरी सिग्नल उत्पन्न कर सकते हैं इस तरह से हम बड़ी संख्या बिट्स के लिए ऐडर सर्किट प्राप्त करने के लिए फुल ऐडर को जोड़ सकते हैं निश्चित रूप से इस प्रकार के ऐडर कि मैंने चर्चा की है जिसे आमतौर पर रिपल कैरी ऐडर के रूप में जाना जाता है उन्हें रिपल कैरी ऐडर के रूप में जाना जाता है क्योंकि कैरी बिट वास्तव में सभी फुल ऐडर चरणों से गुजरते है इस सर्किट की डिले काफी अधिक है और अधिकांश प्रोसेसर वे इस ऐडर के कुछ बेहतर संस्करण का उपयोग करेंगे इसलिए यदि आप वीएलएसआई पर कुछ किताबों को देखते हैं यह पता लगाने के लिए कि विभिन्न प्रकार के ऐडर कौन से हैं सबसे तेज़ ऐडर जो हमारे पास हैं वे कैर्री लुक अहेड ऐडर हैं जहां इस कैरी बिट्स की गणना पहले से की गई है रिपल कैरी एडर्स में प्रत्येक स्टेज को दूसरे चरणों के समाप्त होने तक इंतजार करना पड़ता है और उसके बाद ही कैरी उपलब्ध होता है जबकि कैर्री लुक अहेड ऐडर दिखता है की इस कैरी के रूचार करने की आवश्यकता नहीं है इसकी पहले से गणना की जाती है और इस तरह ऑपरेशन तेज हो जाता है हालांकि सर्किट में शामिल लॉजिक की मात्रा अधिक है हम उच्च गति वाले एप्लीकेशन के लिए इस ऐडर सर्किट के लिए जा सकते हैं Sequential circuits सेक्विवेन्शन सर्किट्स अगला हम घटकों के एक अन्य वर्ग को देखते हैं जो इन प्रोसेसर के डिजाइन में आवश्यक होंगे जिन्हें सेक्विवेन्शन सर्किट्सके रूप में जाना जाता है किसी भी सेक्विवेन्शन सर्किट्सके मूल ब्लॉक को फ्लिप फ्लॉप कहा जाता है यह कॉम्बिनेशनल सर्किट के विपरीत यह पिछले चरण को याद रखता है AND गेट के मामले में जो भी वर्तमान इनपुट है उसके अनुसार वह आउटपुट देता है यह पिछले आउटपुट के बारे में कुछ भी याद नहीं कर रहा है लेकिन कभी कभी यह आवश्यक है लेकिन हमें सर्किट के पिछले चरण के बारे में जानकारी याद रखने की आवश्यकता है यह फ्लिप फ्लॉप नामक सर्किट के एक अन्य वर्ग के माध्यम से किया जा सकता है तो फ्लिप फ्लॉप का सबसे सरल प्रकार हमारे पास है डी फ्लिप फ्लॉप जहां एक डी इनपुट या डेटा इनपुट है और एक क्यू आउटपुट है आम तौर पर दो आउटपुट क्यू और क्यू बार होते हैं जहां क्यू बार क्यू का पूरक होता है अब कुछ मामलों में आपको क्यू बार आउटपुट स्पष्ट रूप से नहीं मिल सकता है कई मामलों में क्यू और क्यू बार होते हैं लेकिन कुछ मामलों में कुछ लॉजिक लाइब्रेरी में क्यू बार उत्पादन नहीं हो सकती हैं एक और बहुत ही महत्वपूर्ण इनपुट जो हमारे यहाँ है वह क्लॉक सिग्नल है क्लॉक सिग्नल फ्लिप फ्लॉप के संचालन को नियंत्रित करता है इसलिए आपको क्लॉक सिग्नल मिला है इसलिए इसे अक्सर इस तरह से दर्शाया जाता है हम इसे क्लॉक पल्स या क्लॉक सिग्नल कहते हैं ऑपरेशन इस तरह है जब भी यह क्लॉक पल्स आएगी तब इस डी के मूल्य को क्यू पर कॉपी किया जाएगा और क्यू बार को उस का पूरक मिलेगा यदि यह क्लॉक पल्स नहीं है तो यह पिछले मूल्य को याद रखेगा इसलिए ट्रुथ टेबल के संदर्भ में आप कह सकते हैं कि यदि यह डी है और यह क्यू है यदि डी बिट 0 है तो यह क्यू भी 0 होगा यदि डी 1 है क्यू 1 होगा लेकिन ये सभी सच हैं बशर्ते क्लॉक पल्स वैल्यू 1 के बराबर हो दूसरी ओर अगर क्लॉक पल्स वैल्यू 0 है यह कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह0 या 1 है तो क्लॉक पल्स मूल्य 0 है इसलिए इसका पिछला मान जारी रहेगा इसलिए आप Qn 1 या Q का पिछला मान कह सकते हैं यह D के मूल्य पर निर्भर नहीं है यदि क्लॉक पल्स अनुपस्थित है सर्किट में कुछ भी नहीं होता है इसलिए यह पिछले मूल्य के साथ जारी है अब इस सर्किट को कैसे साधित किया जाए इसे साकार करने के लिए आप इसे कॉम्बिनेशनल गेट के संदर्भ में कर सकते हैं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 अब आप देखते हैं कि यदि क्लॉक पल्स 0 है तो क्या होता है कि दोनों लाइनों को 1 मिलेगा क्योंकि दोनों NAND गेट आउटपुट 1 होंगे और परिणामस्वरूप इस Q बार यहाँ आने पर उलटा हो जाएगा और यह Q के समान रहेगा इसी तरह Q यहाँ उलटा हो रहा है और Qbar के रूप में शेष है इसलिए यह Q और Qbar के रूप में जारी है यदि क्लॉक पल्स 0 है तो सर्किट से कुछ नहीं होता है यदि क्लॉक पल्स का मूल्य 1 के बराबर है तो इस बिंदु पर आपको डी बार का मूल्य मिलता है और यहां आपको डी का मान मिलता है क्योंकि डी बार यहां आता है जो उलटा होता है इसलिए आप D का मान प्राप्त करते है अब D बार यहाँ आ रहा है तो यदि D मान 1 के बराबर है तो यह D बार 0 है और फिर यह मान 0 है और Q बार जो भी है इसलिए उस स्थिति में यदि यह मान पहले 1 था यह मान 0 था अब यह 0 और 0 है इसलिए यह नहीं कहा जाता है कि आपको यहाँ 1 मिलेगा और यदि यह 1 है तो आपको वहाँ 0 मिलेगा इस तरह से यह क्यू बार लाइन पर D बार का मान प्राप्त कर रहा है तो जैसे यह कहते हैं कि D बार लाइन D 1 है D बार 0 है अब यह NOR गेट है तो यह 0 है और यह एक क्यू बार है इसलिए आपको एक क्यू बार लाइन मिलेगी यहाँ क्यू 1 लाइन आ रही है यहाँ उल्टा हो रही है और यह क्यू की तरह रहेगी और अन्यथा यह क्यू बार में बदल जाएगी अब इसलिए हमारे पास यह कॉम्बिनेशन सर्किट हो सकता है इसलिए इसका उपयोग विभिन्न मॉड्यूल को साकार करने के लिए किया जा सकता है जैसे कि हम कुछ कह सकते हैं जैसे कॉम्परेटर कॉम्परेटर मॉड्यूल A और B की संख्याओं के बीच तुलना करते हैं जहाँ A और B 4 बिट संख्याएँ हैं A A3 A2 A1 A0 और संख्या B B3 B2 B1 B0 अब कॉम्परेटर के आउटपुट बराबर अधिक से अधिक और कम से है इसलिए जहां तक ब्लॉक का संबंध है इसे यह ए और बी इनपुट मिला है जो 4 बिट हैं और फिर इसे तीन आउटपुट ईक्यू जीटी और एलटी मिला है अब आप देखते हैं कि आप हमेशा ट्रुथ टेबल ड्रा कर सकते हैं यदि आप ट्रुथ टेबल ड्रा करने का प्रयास करते हैं तो यहां 8 कॉलम होंगे और कुल 256 रौ ट्रुथ टेबल में आएंगी और आप साकार कर सकते हैं कि आप इक्वलिटी ग्रेटर देन लेस्स देन की स्थिति का पता लगा सकते हैं और तदनुसार आप सर्किट ड्रा कर सकते हैं दूसरी ओर आप अपने अंतर्ज्ञान को भी लागू कर सकते हैं और सर्किट को डिजाइन करने का प्रयास कर सकते हैं इसलिए इक्वलिटी वाले हिस्से के लिए कहने के लिए समीकरण इसलिए इक्वलिटी तब ट्रू होगी जब सभी बिट्स समान हों और जब सभी बिट्स समान हों तो आपको यह मिल गया होगा X NOR गेट जो इस ऑपरेशन का प्रतिनिधित्व करेगा इसलिए यदि आप कहते हैं कि यह A3 XNOR B3 और A2 XNOR B2 और A1 XNOR B1 और A0 XNOR B0 है तो यदि सभी बिट समान हैं तो यह XNOR का आउटपुट 1 होगा इसलिए इन सभी उप शर्तों को वे 1 का मूल्यांकन करेंगे ईक्यू 1 के बराबर हो जाएगा दूसरी तरफ यदि आप जीटी के लिए अभिव्यक्ति का मूल्य प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं ए बी से अधिक है या पहली शर्त यह है कि यदि ए 3 1 के बराबर और बी 3 0 के बराबर है तो आपको ए अधिक है बी की तुलना में पहली शर्त ए 3 बी 3 बार है एक 3 1 के बराबर है और बी3 0 के बराबर है अगली स्थिति में आपके पास A3 और B3 समान हैं लेकिन A2 1 और B 2 0 के बराबर है तो अगली शर्त जो हमारे पास A3 XNOR B3 है इसलिए A 3 और B 3 समान हैं और उसके बाद आपको A2 B2बार मिला है तो इस पद के लिए अगली शर्त के लिए या ग्रेटर दान पद को सच करने के लिए या तीसरी शर्त यह है कि A3 और B3 समान हैं A2 और B2 समान हैं लेकिन A1 1 है और B1 0 है इसलिए आप तदनुसार इस अभिव्यक्ति A3 XNOR B3 को लिख सकते हैं A2 XNOR B2 और फिर आपको A1 B1 बार मिला है अंत में आपको सभी बिट्स समान मिले है और केवल शून्य वें बिट ए 3 एक्सनोर बी 3 ए 2 एक्सनोर बी 2 ए 1 एक्सनोर बी 1 मिला है और फिर आपको ए 0 बी 0 बार मिला है इसलिए ये जीटी के लिए शर्तें हैं जिस तरह से आप अभिव्यक्ति को कम से कम लेस्स देन के लिए लिख सकते हैं और आप इसे सर्किट का उपयोग करके इसे साकार कर सकते हैं तो कॉम्परेटर सर्किट को इस तरह से डिजाइन किया जा सके आप सेक्वेंसीअल सर्किट को बनाने के लिए भी इस अवधारणा का उपयोग कर सकते हैं इसलिए हमने देखा है कि किसी एकल फ्लिप फ्लॉप का साधित कैसे किया जाता है अब प्रोसेसर में एक मॉड्यूल होता है जिसे रजिस्टर कहा जाता है जो इन सभी प्रोसेसरों में बहुत आम है रजिस्टर फ्लिप फ्लॉप का एक संग्रह है इसलिए यदि आप 4 बिट रजिस्टर प्राप्त करना चाहते हैं तो आपके पास 4 फ्लिप फ्लॉप होने की आवश्यकता है इसलिए 4 ऐसे डी फ्लिप फ्लॉप हो सकते हैं इसलिए वैचारिक रूप से हम इस फैशन में इसका प्रतिनिधित्व करेंगे तो यह मेरा 4 बिट रजिस्टर है इसलिए इसमें इनपुट लाइनों के लिए 4 इनपुट पिन होंगे और चार आउटपुट लाइनें हो सकती हैं लेकिन वास्तव में क्या होता है कि अगर ये 4 फ्लिप फ्लॉप हैं तो इनपुट वास्तव में पहले फ्लिप फ्लॉप पर आता है दूसरा इनपुट दूसरे फ्लिप फ्लॉप पर जाता है तीसरा इनपुट तीसरे फ्लिप फ्लॉप पर जाता है और चौथा इनपुट चौथे फ्लिप फ्लॉप पर जाता है जहां तक आउटपुट का सवाल है तो यह पहला आउटपुट है यह दूसरा आउटपुट है यह तीसरा आउटपुट है और यह चौथा आउटपुट है इस तरह वे यहां आते हैं इन 4 बिट्स को जो कि यहां दिखाए गए इसलिए वे वास्तव में चार इनपुट लाइनें हैं उसी समान यहां चार आउटपुट लाइनों हैं जो यहां दिखाए गए हैं तो इन सभी के बीच क्या आम है इन सभी फ्लिप फ्लॉप के बीच क्या आम है कि वे क्लॉक लाइन जो उनके पास है तो उन सभी को एक ही क्लॉक लाइनमिली है इसलिए वे एक ही क्लॉक में काम करते हैं इस प्रकार के रजिस्टर को पैरेलल लोड रजिस्टर कहा जाता है इसलिए इस 4 बिट पैटर्न को इन रजिस्टरों में लोड किया जा सकता है या आप इस रजिस्टर से पढ़ सकते हैं इसलिए यह रजिस्टर एक अन्य सामान्य घटक है जो हमारे पास प्रोसेसर डिज़ाइन में है